तो अब हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग और IoT में इसके उपयोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए यहां हम बात करने जा रहे हैं कि SDN मोबाइल नेटवर्क को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है इसलिए हमने IoT व्याख्यान के लिए SDN के पहले भाग में पहले से ही चर्चा की है कि हमारे पास क्या है तो सेंसर नेटवर्क के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक सेंसर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का उपयोग किया जा सकता है इसलिए हमारे पास WSN के लिए अलग अलग SDN दृष्टिकोण हैं और सेंसर OpenFlow Soft WSN SDN WISE जैसे विभिन्न दृष्टिकोण साहित्य में पहले से ही उपलब्ध हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है समुदाय इसका उपयोग कर सकते हैं यदि वे सेंसर को लागू करना चाहते हैं जिसे आप एसडीएन डब्ल्यूएसएन के लिए जानते हैं और हमने इस बारे में भी चर्चा की है कि कैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड डब्ल्यूएसएन पारंपरिक डब्ल्यूएसएन की तुलना में नेटवर्क के समग्र प्रदर्शन में सुधार कर सकता है तो यह वही है जो हमने पहले चर्चा की थी अब पारंपरिक मोबाइल वायरलेस नेटवर्क के बारे में बात करते हैं इन पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क में अलग अलग समस्याएं हैं और ये नेटवर्क वाई फाई आधारित नेटवर्क की तरह हो सकते हैं मोबाइल सेलुलर नेटवर्क या अन्य मोबाइल नेटवर्क समस्याएं स्केलेबिलिटी के संबंध में हैं तो आप जानते हैं कि क्या होता है नेटवर्क में इनमें से प्रत्येक नोड है यदि नोड्स सहित बेस स्टेशन एक्सेस पॉइंट वगैरह शामिल हैं तो आमतौर पर वे आपके द्वारा ज्ञात प्रावधान से अधिक सांख्यिकीय हैं इसलिए इन नेटवर्कों में प्रत्येक नोड में प्रावधान है और वे उच्च मांग के साथ मोबाइल ट्रैफ़िक का प्रबंधन करने के लिए इन्फ़्लेक्सिबल हैं उन्हें कई बार प्रबंधित करना मुश्किल होता है इससे गलत धारणाएं बनती हैं वे इन्फ़्लेक्सिबल हैं और एक नई सेवा शुरू करने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है क्योंकि एक हार्डवेयर आर्किटेक्चर दुर्गम है और वे महंगे हैं दोनों पूंजीगत व्यय और परिचालन व्यय के मामले में क्योंकि दोनों कैपेक्स के साथ साथ ओपेक्स बहुत महंगे हैं इसलिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं और यह जानकारी ओपन नेटवर्क फाउंडेशन से अपनाई गई है इसलिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं जब हम मोबाइल नेटवर्क के लिए एसडीएन को अपनाना चाहते हैं एक एसडीएन की प्रवाह तालिका प्रतिमान है जो कई तकनीकों जैसे वाई फाई 3 जी 4 जी और इतने पर शुरू से अंत तक संचार के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है अन्य एक तार्किक रूप से केंद्रीकृत नियंत्रण है जो विशेष रूप से कुशल बेस स्टेशन अंतर कोशिकीय हस्तक्षेप को संबोधित करने के लिए समन्वय के लिए उपयोगी है इसलिए हम इनमें से प्रत्येक के बारे में अगले कुछ समय में थोड़ा और विस्तार से बात करने जा रहे हैं अन्य मुद्दे जो महत्वपूर्ण हैं वे पथ प्रबंधन हैं जो मूल रूप से डेटा की चिंता करते हैं जिन्हें कोर रूटिंग नीतियों और नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन पर निर्भर किए बिना सेवा आवश्यकताओं के आधार पर रूट किया जा सकता है जो नेटवर्क सेवाओं से भौतिक संसाधनों को खत्म करने के बारे में है यह उपयोगकर्ताओं के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी और सेवा भेदभाव प्रदान करने में मदद करता है तो एक पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क में ऐसा क्या होता है जब इस तरह का एक मोबाइल उपकरण संचालित होता है यह एक बेस स्टेशन या नियमित डेटा के लिए एक अक्ष बिंदु के साथ जोड़ता है आप इसके और उस पहुंच बिंदु और इस विशेष नोड के बीच डेटा को आगे और पीछे जानते हैं यह इस विशेष पहुंच बिंदु पर कार्य करता है क्षमा करें यह विशेष उपयोगकर्ता उपकरण पर लेकिन ऐसा करते समय यह भी हो रहा है यह दूसरे नोड के हस्तक्षेप से भी प्रभावित हो सकता है तो यह लाल रंग का तीर मूल रूप से हस्तक्षेप को दर्शाता है और नीले रंग वाले मूल रूप से नियमित डेटा दिखाते हैं डेटा संचार स्थानांतरित करते हैं तो यह समाधान है जो यह SDWMN है यह एसडीएन की मदद से हस्तक्षेप की इस विशेष समस्या को संबोधित करने की कोशिश करता है इसलिए यहां जो हम देखते हैं वह सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबाइल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है और जैसा कि हम यहां देख सकते हैं हमारे पास एक एसडीएन नियंत्रक और वर्चुअलाइज्ड रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट है जो मूल रूप से हस्तक्षेप की समस्या का ध्यान रखता है तो यह विशेष इकाई यह क्या करता है यह eNodeB 2 के संकेतों और eNodeB 3 के संकेत जैसे मुद्दों का ध्यान रखता है वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं इसका मतलब है eNodeB 2 का संकेत eNodeB 3 के संकेत को प्रभावित नहीं करेगा प्रभावित का अर्थ है हस्तक्षेप के माध्यम से हस्तक्षेप को प्रभावित करना तो यह इस वर्चुअलाइज्ड रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट के माध्यम से संभव है जिसे इस विशेष प्रोटोकॉल या SDWMN और मोबाइल ट्रैफिक मैनेजमेंट के संबंध में समाधान में प्रस्तावित किया गया है यह इकाई है जो कि ANDSF एक्सेस नेटवर्क डिस्कवरी और सर्विस फंक्शन यूनिट है जो मूल रूप से इसकी देखभाल करती है और इस तरह से किया जाता है इसलिए हमारे पास सेलुलर के साथ साथ वाई फाई और गतिशीलता है तो मूल रूप से क्या होता है जब उपयोगकर्ता बढ़ रहा है तो उपयोगकर्ता पहले नियमित से जुड़ा हो सकता है आप वाई फाई एक्सेस प्वाइंट जानते हैं तो आप जानते हैं यह सेलुलर नेटवर्क 3 जी 4 जीcellular network 3G 4G और इतने के साथ बेहतर कनेक्टिविटी हो सकती है तो मूल रूप से यह विशेष समाधान मूल रूप से इस बात का ध्यान रखता है कि जब उपयोगकर्ता चल रहा है और इनसे अलग हो रहा है तो इन सबसे अलग कैसे करें आप जानते हैं और विभिन्न नेटवर्क वाई फाई नेटवर्क 3 जी 4 जी नेटवर्कnetworks Wi Fi network 3G 4G networks वगैरह से अलग अलग उपकरणों से अलग अलग सिग्नल हैं यह इस स्विचिंग को कैसे करने जा रहा है इसलिए SDN मूल रूप से इस विशेष समस्या को हल करने के लिए बचाव में आता है समाधान का मुख्य लाभ यह है कि कई विक्रेताओं द्वारा उपकरणों के निर्माण का केंद्रीकृत नियंत्रण संभव है नई सेवाओं के एकीकरण की उच्च दर संभव है और इन मोबाइल नेटवर्क में SDN के विकल्प के साथ इस विशेष समाधान के माध्यम से पृथक नेटवर्क नियंत्रण और प्रबंधन संभव है तो कैसे इसलिए आप जानते हैं कि जब हम SDN और SDN आधारित समाधान के बारे में बात करते हैं तो यह नियमों प्रवाह नियमों और नियम नियोजन नियंत्रक प्लेसमेंट आदि के बारे में है तो आइए अब देखते हैं कि इन नेटवर्कों में एक्सेस डिवाइस पर रूल प्लेसमेंट कैसे किया जाता है जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वे हैं नंबर एक सामान्य ओपन फ्लो वायरलेस नेटवर्क का समर्थन नहीं करता है तो आप जानते हैं क्योंकि यह सामान्य ओपन फ्लो है जो ऐसा नहीं करता है मौजूदा ओपन फ्लो के किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है नंबर दो आमतौर पर उपयोगकर्ता प्रकृति में मोबाइल होते हैं और नेटवर्क अत्यधिक गतिशील होता है तीसरी चुनौती जिसे इन नेटवर्कों में नियम प्लेसमेंट के संबंध में संबोधित करना है वह यह है कि नियम प्लेसमेंट में लगातार बदलाव की आवश्यकता है और नेटवर्क में विषम उपकरणों की उपस्थिति इन परिदृश्यों में एक वास्तविकता है तो मूल रूप से आप जानते हैं कि उस अंतिम बिंदु पर क्या हुआ था यह आखिरी चुनौती क्या कहती है यह विभिन्न प्रकार के विषम उपकरणों के अलग अलग विन्यास का समर्थन करने वाले विभिन्न प्रकार हैं आप विक्रेता विशिष्ट समाधान और प्रोटोकॉल जानते हैं और इसलिए एक यथार्थवादी मोबाइल आधारित IoT नेटवर्क में मौजूद हैं तो एक मंच में ऐसे विषम उपकरणों का समर्थन कैसे करें तो ये ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर नियम लगाने के मुद्दे से निपटने के लिए काम करना होगा तो अलग अलग दृष्टिकोण या अलग अलग समाधान हैं जो इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं नंबर एक ODIN है नंबर दो Ubi Flow है और नंबर तीन Mobi Flow है ODIN मूल रूप से एक एजेंट के उपयोग का प्रस्ताव करता है यह एक एजेंट आधारित समाधान एजेंट आधारित आर्किटेक्चरहै इसलिए यहां एक एजेंट को नियंत्रक के साथ संवाद करने के लिए एक्सेस पॉइंट्स पर रखा गया है तो यह ODIN एजेंट है और ODIN मास्टर है इसलिए हमारे पास ODIN एजेंट है जो एक्सेस पॉइंट पर भौतिक उपकरणों पर रखा गया है उदाहरण के लिए ODIN मास्टर जिसे नियंत्रक पर रखा गया है और अब यह ODIN एजेंट और ODIN मास्टर के बीच संचार के बीच हाथ मिलाता है जो इस ODIN प्रोटोकॉल का ध्यान रखता है तो यह ODIN एजेंट और ODIN मास्टर के बीच संचार का उपयोग करता है इसी प्रवाह आरेख फ़्लोचार्ट को यहाँ दिखाया गया है हमें विस्तार से समझने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह उन लोगों के लिए दिया गया है जो इसे फिर से समझने के लिए इच्छुक हो सकते हैं मूल रूप से यह एक हैण्डशेकिंग है जो इस ODIN एजेंट के बीच जाता है उस एक्सेस डिवाइस और एक्सेस प्वाइंट और ODIN मास्टर को ODIN फ़ंक्शन से जोड़ता है अब हम दूसरे समाधान को देखते हैं यूबी फ्लो समाधान जो कि हाल ही में 2015 में केवल 2 साल पहले इन्फोकॉम में प्रकाशित हुआ था तो यहाँ समाधान के दो मुख्य भाग हैं एक मोबिलिटी मैनेजमेंट का ख्याल रखता है और दूसरा फ्लो शेड्यूलिंग का ध्यान रखता है गतिशीलता प्रबंधन ऐसे मुद्दों का ध्यान रखता है जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सेस पॉइंट्स मुद्दों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है जैसे कि दोष सहनशीलता इसका मतलब है अगर कुछ घटक डाउन हो जाते है तो क्या होता है आप जानते हैं कि नेटवर्क अभी भी कैसे कार्य कर सकता है और दूसरा एक फ्लो शेड्यूलिंग है जो तीन भागों में है पहले इस पूरे नेटवर्क को कई विभाजनों में विभाजित कर रहा है इस पूरे नेटवर्क को कई विभाजनों में विभाजित नहीं किया गया है और यहाँ पर हमने उन तीन विभाजनों को तीन अलग अलग रंगों के रंगों यानि ग्रे लाइट ग्रीन और ऑरेंज के माध्यम से दिखाया है इसलिए हमारे यहां नेटवर्क विभाजन पर तीन अलग अलग विभाजन दिखाए गए हैं और इसके बाद नेटवर्क विभाजन हुआ है तो आप जानते हैं कि नेटवर्क मिलान करना होगा तो हम कहते हैं कि इस विशेष मोबाइल डिवाइस को एक विशेष पैकेट प्राप्त होता है तो फिर यह क्या करने जा रहा है यह प्रदर्शन करने जा रहा है यह इस नेटवर्क मिलान नेटवर्क मिलान एल्गोरिदम को निष्पादित करने जा रहा है वह नेटवर्क मैचिंग एल्गोरिथ्म क्या करने जा रहा है यह जांचने वाला है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क विभाजन से इस विशेष पैकेट को संभालना चाहिए तो फिर इसे उस विशेष विभाजन पर भेजा जाएगा ताकि आगे की हैंडलिंग और लोड संतुलन के लिए मूल रूप से इसका ख्याल रखा जा सके तो आप जानते हैं कि नेटवर्क मिलान और लोड संतुलन एक साथ कैसे किया जाएगा इसलिए लोड संतुलन मुद्दों की देखभाल करने वाला है जैसे कि एक विभाजन को बहुत अधिक लोड नहीं किया जाना चाहिए जबकि अन्य विभाजन लोड हो रहा है और इसी तरह तो यह लोड संतुलन क्या करने जा रहा है अब हम तीसरे समाधान को देखते हैं मैं Mobi Flow के बारे में बात कर रहा था और यह पेपर IEEE Globecom 2016 में प्रकाशित हुआ था और यह समाधान है Mobi Flow समाधान हमारे द्वारा स्वान समूह और गतिशीलता में प्रस्तावित किया गया था तो Mobi Flow मूल रूप से मोबाइल आधारित IoT समाधान मोबाइल स्थान आधारित IoT सिस्टम के लिए एक गतिशीलता जागरूक प्रवाह प्रवाह नियम प्लेसमेंट देता है तो आइए इन तीन परिदृश्यों को यहां देखें तो यहाँ हमारे पास अलग अलग नोड्स S1 M1 हैं जो इस विशेष एक्सेस प्वाइंट से जुड़े हैं एम 2 और पी 1 एक अन्य एक्सेस प्वाइंट से जुड़ते हैं और उनकी संबंधित फ्लो टेबल यहां दिखाई जाती हैं इसी विशेष एक्सेस प्वाइंट के आधार पर संबंधित फ्लो टेबल और बेस स्टेशन का यह विशेष एक्सेस पॉइंट होता है संबंधित फ्लो टेबल यहां दी गई है इस हिस्से को समझना बहुत आसान है अब देखते हैं हम कहते हैं कि नोड्स M1 और P1 ने अपनी स्थिति को बदल दिया है आइए हम एक बहुत ही सरल परिदृश्य मानें जहाँ M1 और P1 ने अपनी स्थिति को बदल दिया है और वर्तमान स्थिति इस तरह दिखती है इसलिए अनिवार्य रूप से आप जानते हैं कि क्या होना चाहिए हमारे पास कुछ ऐसा होगा इस विशेष पहुंच बिंदु और बेस स्टेशन के लिए इसी विशेष तरीके से प्रवाह तालिका में एक और प्रवाह नियम जोड़ा जाना है लेकिन साथ ही हम यह भी जानते हैं कि प्रवाह तालिका स्थान बहुत सीमित हैं इसलिए हम इन प्रवाह नियमों को जोड़ने के साथ बस इन फ्लो टेबल को विकसित नहीं कर सकते तो आप जानते हैं कि अनिवार्य रूप से क्या करना है इस तरह का परिदृश्य है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं यह वही है जो मोबी फ्लो के बारे में बात करता है इसलिए Mobi Flow नेटवर्क में यूजर्स के मूवमेंट के आधार पर एक प्रोएक्टिव रूल प्लेसमेंट स्कीम देता है और जब हम इस तरह की स्कीम के बारे में बात करते हैं आप जानते हैं कि अंतिम उपयोगकर्ताओं के स्थान के बारे में किसी प्रकार की भविष्यवाणी करना बहुत महत्वपूर्ण है अगली बार तुरंत आपको यह सूचित करने का डेटा दिया जाता है कि उपयोगकर्ता किसी विशेष समय तक कैसे आगे बढ़ रहे थे और फिर पहुँच बिंदुओं पर प्रवाह नियमों को रखना जो कि पूर्वानुमानित स्थानों स्थान की भविष्यवाणी के आधार पर उपयोगकर्ताओं से जुड़ा हो सकता है यह Mobi Flow में ऑर्डर के मार्कोव प्रिडिक्टर के रूप में जाना जाता है जो मूल रूप से अंतिम k लेता है वें स्थान अगले स्थान और प्रवाह नियम प्लेसमेंट की भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित करता है जो मूल रूप से एक रैखिक प्रोग्रामिंग आधारित समाधान है जिसका उपयोग यह चुनने के लिए किया जाता है कि कौन सा एक्सेस प्वाइंट सबसे सर्वोत्तम होने वाला है इसके अलावा मोबी फ्लो के अंतर को 2016 ग्लोबकाम पेपर में दिया गया था और अगर कोई चाहता है कि मोबी फ्लो कैसे काम करता है तो इस बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए इसलिए किसी को उस विशेष पेपर से गुजरना होगा लेकिन मैं मोबी फ्लो और पारंपरिक समाधान के बीच तुलना के परिणामों का सारांश देकर संक्षेप में बताना चाहूंगा इसलिए हमारे पास जो संदेश ओवरहेड और ऊर्जा की खपत के संबंध में है मोबि फ्लो पारंपरिक नेटवर्क पारंपरिक समाधान की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है और यह इन दो भूखंडों से काफी स्पष्ट है इसलिए पारंपरिक नियम प्लेसमेंट योजनाओं की तुलना में मोबि फ्लो का उपयोग करके नियंत्रण संदेश ओवरहेड और ऊर्जा की खपत को काफी कम किया जा सकता है तो अगला हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बैकबोन नेटवर्क पर नियम प्लेसमेंट कैसे करें इसलिए वायर्ड नेटवर्क के लिए मौजूदा नियम प्लेसमेंट योजनाओं का उपयोग यहां किया जा सकता है क्योंकि अधिकांश बैकबोन नेटवर्क में टोपोलॉजी और संरचना होती है समग्र आर्किटेक्चर उसी के समान है जो वायर्ड नेटवर्क के लिए मौजूद है इसलिए हम यहां पर वायर्ड नेटवर्क के लिए मौजूदा नियम प्लेसमेंट योजनाओं का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही IoT के बैकबोन नेटवर्क के लिए और लोड संतुलन IoT नेटवर्क की गतिशील प्रकृति के कारण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है तो गतिशील संसाधन आवंटन को भी एकीकृत किया जा सकता है इसलिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें इस विशेष संदर्भ में याद रखनी है वह है डेटा सेंटर नेटवर्किंग तो डेटा सेंटर नेटवर्क में दो प्रकार के प्रवाह होते हैं इसलिए डेटा सेंटर नेटवर्क मूल रूप से आप यहां जानते हैं कि हम एसडीएन की मदद से डेटा सेंटर नेटवर्क के कार्यान्वयन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए आमतौर पर एसडीएन को अपनाने के दो अलग अलग समाधान डेटा सेंटर नेटवर्क में हैं इसलिए यहां हमारे पास आमतौर पर दो प्रकार के प्रवाह हैं जो देखे जाते हैं एक है माइस फ्लो जो मूल रूप से आप छोटे प्रवाह को जानते हैं और दूसरा एक एलीफैंट फ्लो है जो मूल रूप से आपको पता है कि बड़े पैमाने पर प्रवाह जहां डेटा के बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं बड़े आकार के डेटा आ रहे हैं और इतने पर और छोटे प्रवाह माइस फ्लो जहां छोटे आकार के डेटा आ रहे हैं तो यहाँ जो सुझाव दिया गया है कि माइस फ्लो वाइल्डकार्ड नियमों के लिए इन प्रवाह से निपटने के लिए रखा जा सकता है वाइल्डकार्ड नियम और एलीफैंट फ्लो के लिए नियमों का सटीक मिलान होना आवश्यक है इसलिए हमें नेटवर्क में पर्याप्त रूप से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए स्विच पर प्रवाह नियमों को सम्मिलित करने से पहले प्रवाह को वर्गीकृत करने की आवश्यकता है इसलिए यदि यह एक एलीफैंट फ्लो है तो आप जानते हैं कि हमें सटीक मिलान करना होगा यदि यह एक माइस फ्लो है तो हम वाइल्डकार्ड मैच के लिए जाएंगे एसडीएन या ओपन फ्लो का उपयोग करके IoT नेटवर्क में विसंगति का पता लगाया जा सकता है तो यहां आप जानते हैं कि नेटवर्क में किसी भी विसंगति का पता लगाने के लिए ओपन फ्लो के माध्यम से नेटवर्क की निगरानी करना आवश्यक है जो नेटवर्क में प्रत्येक प्रवाह की निगरानी करके किया जा सकता है विभिन्न स्विचों पर अलग अलग पोर्ट आँकड़े एकत्र करना भी संभव है और इन आँकड़ों से आप जानते हैं कि विसंगति का पता लगाने की तकनीकों को लागू किया जा सकता है और विभिन्न विसंगतियों का पता लगाया जा सकता है अब इन वायरलेस नेटवर्क के साथ प्रयोग करना आवश्यक है तो अलग अलग प्लेटफ़ॉर्म क्या हैं जो उपलब्ध हैं इसलिए मिनिनेट पारंपरिक रूप से कोई वायरलेस समर्थन नहीं करता था लेकिन हाल ही में यह मिनिनेट वाईफाई उपलब्ध है जिसका उपयोग नेटवर्क समर्थन को तैनात करने के लिए किया जा सकता है मिनिनेट वाईफाई वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क दोनों का समर्थन करने में मदद कर सकता है वायर्ड ईथरनेट प्रोटोकॉल को लागू करता है और वायरलैस 80211 वर्ग प्रोटोकॉल को लागू करता है तो यह एक प्लेटफॉर्म है जो उपलब्ध है मिनिनेट वाईफाई अन्य एक ONOS प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उपयोग नियंत्रकों को रखने के लिए किया जा सकता है ONOS मूल रूप से नियंत्रक की नियुक्ति में मदद करता है तो यह नियंत्रक प्लेसमेंट समस्या को हल करने में मदद करता है इसलिए एक IoT नेटवर्क में मौजूद विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए SDN आधारित समाधानों को फिर से समेटना उपयोगी है और इसके पहले भाग में हमने सेंसर नेटवर्क और छोटी शक्ति के संदर्भ में IoT के बारे में बात की आप छोटे उपकरणों छोटे IoT उपकरणों को जानते हैं और दूसरे भाग में हमने मोबाइल नेटवर्क मोबाइल उपकरणों आदि के संदर्भ में IoT के बारे में बात की और हमने तीन अलग अलग समाधानों के बारे में बात की है एक है यूबी फ्लो मोबी फ्लो और ओडिनUbi Flow Mobi Flow and ODIN ये तीन अलग अलग समाधान हैं जो हाल ही में मोबाइल IoT नेटवर्क के लिए SDN का समर्थन करने के लिए उपलब्ध हैं इसलिए हस्तक्षेप और गतिशीलता प्रबंधन के विभिन्न मुद्दे हैं जिनको आईओटी के लिए इन एसडीएन आधारित दृष्टिकोणों पर ध्यान देना है तो हस्तक्षेप एक बहुत ही सामान्य बात है एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या जिसे संबोधित करना पड़ता है और साथ ही गतिशीलता भी क्योंकि गतिशीलता ऐसी चीज है जो किसी भी IoT नेटवर्क और विशेष रूप से मोबाइल आधारित IoT नेटवर्क में होती है तो इसके साथ ही हम अंत पर आते हैं और हम यहां रुक जाएंगे हम समझ गए हैं कि IoT नेटवर्क को लागू करने और IoT नेटवर्क को और अधिक कुशल बनाने के लिए SDN का उपयोग कैसे किया जा सकता है